नमस्कार और हमारे NPTEL पाठ्यक्रम परिचय के 10 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले 2 व्याख्यानों में मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूं कि हम AFM का उपयोग करते हुए प्रोटीन की जांच कैसे कर सकते हैं और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इसका अध्ययन करने के लिए कैसे बल प्रोटीन की अनफोल्डिंग गतिशीलता को प्रभावित करते हैं और यहां फाइब्रोनेक्टिन का विशिष्ट उदाहरण लेते हैं आइए सबसे पहले हम एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हुए शुरू करें कि हमने क्या देखा या हमने पिछली कक्षा में क्या चर्चा की एक बार मैंने Sawtooth प्रोफाइल को बताया जब आप विरल सांद्रता के साथ प्रोटीन अनफोल्डिंग अध्ययन करते हैं और आप AFM के साथ एक प्रोटीन को खींचते हैं तो आपका Sawtooth प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह दिखता है इस मामले में आप जो देखते हैं वह 4 शिखर हैं क्या होता है कि हम इन शिखरो को कैसे निर्दिष्ट करते हैं तो मैंने कहा कि यह पहला शिखर सतह से प्रोटीन के टुकड़ी से जुड़ा है और आखिरी शिखर टिप से प्रोटीन की टुकड़ी से मेल खाती है अनिवार्य रूप से बीच की चोटियाँ ये 2 चोटियाँ आपके हित के प्रोटीन के लिए आपके डेटा शिखर हैं तो आम तौर पर हम कहते हैं कि आप किसी दिए गए प्रयोग में कुल 10 चोटियाँ प्राप्त करें फिर आप इसे नीचे ला सकते हैं आप इसे 8 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों चोटियां पहली चोटी के समान हैं और अंतिम चोटी जिसे आप जानते हैं कि प्रोटीन अनफोल्डिंग इवेंट नहीं हैं लेकिन ये टुकड़ी की घटनाएँ हैं लेकिन ये 8 इसी के साथ वे प्रोटीन अनफोल्डिंग घटनाओं के अनुरूप हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है उदाहरण के लिए मान लें कि आपने यह पुलिंग प्रयोग किया है और आपको 8 चोटियाँ मिली हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आपको हमेशा 8 चोटियाँ ही मिलेंगी और इसका कारण जो मैंने पिछली कक्षा में समझाया था जब आपका प्रोटीन अवशोषित होता है तो आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है जहां आपका टिप प्रोटीन को हिट करता है इसलिए एक बार जब आप टिप को ऊपर ले जाने लगते हैं तो आपके पास एक ओवरहैंगिंग भाग होता है यह अनफोल्ड नहीं होता है केवल यह खंड जिसे स्ट्रेच किया जा रहा है यह वही है अनफोल्ड भाग तो आपके पास 'M मुड़े हुए डोमेन के साथ एक प्रोटीन हो सकता है आपके पास M के बराबर या कम प्लस 2 चोटियों हो सकती है तो अधिकतम आपके पास M प्लस 2 चोटियां होंगी जहां टिप वास्तव में प्रोटीन के एक छोर से संपर्क करती है लेकिन अन्य सभी मामलों में आपके पास M प्लस 2 चोटियों से कम होगा तो यह एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए आइए हम कहते हैं कि आपको अपना शिखर सही मिला है पहली बात यह है कि डेटा रिकॉर्ड करना है लेकिन अब डेटा का विश्लेषण करने की बात आती है मान लीजिए कि आपके पास एम डोमेन के साथ प्रोटीन है और आपको बल की चोटियां मिलती हैं जो M प्लस 2 तक होती हैं इसलिए आप जानते हैं कि M चोटियां हैं अब यह मुश्किल हिस्सा आता है आप विशिष्ट डोमेन को चोटियों को कैसे सौंपते हैं दूसरे शब्दों में आपके पास ये डोमेन 1 2 से M तक है और आपके पास F 1 F 2 डॉट F M है आपको नहीं पता आइए हम बताते हैं कि क्या 1 एफ 2 से मेल खाता है या 1 एफ एम से मेल खाता है आप यह नहीं जानते हैं तो यह चुनौती है कि आप विशिष्ट डोमेन को चोटियां कैसे सौंप सकते हैं आइए हम एक सरलतम मामला लेते हैं जिसमें आपके पास प्रत्येक डोमेन समान रूप से स्थिर के साथ 3 डोमेन प्रोटीन है तो समान रूप से स्थिर का मतलब होगा कि अनफोल्डिंग तरफ बराबर है लेकिन डोमेन की लंबाई अलग अलग है दूसरे शब्दों में मैं जो कह रहा हूं वह मैं इन 3 डोमेन को रेखित कर रहा हूं

इनमें से प्रत्येक डोमेन को अनफोल्ड करने के लिए आवश्यक बल समान रहता है लेकिन इन डोमेन के आकार अलग अलग होते हैं डोमेन की लंबाई भिन्न होने का अर्थ है कि डोमेन आकार भिन्न हो रहे हैं अब देखते हैं कि बल वक्र क्या होता है sawtooth का पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है इसलिए एक बार फिर मैं इसे खारिज कर सकता हूं और इन अंतिम 2 को पहली और आखिरी चोटी को मैं खारिज कर सकता हूं लेकिन मेरे पास 3 अतिरिक्त चोटियां हैं तो 3 चोटियां क्योंकि आप जो देखते हैं वह इन बलों का परिमाण समान है लेकिन ये लंबाई अलग हैं तो यह क्या करता है तो एक एकल डोमेन के लिए मान लें कि आपके पास इस तरह की चोटी है दो चीजें हैं जो आप इस चोटी से निर्धारित कर सकते हैं एक अनफोल्डिंग का बल है और यह अनफोल्डेड लंबाई है तो आपका X अक्ष हमें अनफोल्डेड लंबाई देता है और Y अक्ष आपको अनफोल्डिंग बल देता है इसलिए इस विशेष मामले में क्योंकि आप जानते हैं कि हमने एक ऐसा मामला लिया है जहाँ प्रत्येक डोमेन समान रूप से स्थिर था तो आपके अनफोल्डेड बल परिमाण में समान हैं लेकिन अनफोल्डिंग लंबाई समान नहीं हैं तो यह एक ऐसा प्रतिनिधि डेटा बिंदु है जिसे आपको इसे कई बार करना होगा और आंकड़ों को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी तो प्लॉट F के लिए क्या आपके पास इस विशेष मामले में क्या होगा जो हमने रेखित किया था तो मैंने क्या तैयार किया है इसलिए मैंने 2 हिस्टोग्राम्स खींचे हैं एक अनफोल्डिंग फोर्स है और एक अनफोल्डिंग लेंथ है तो अनफोल्डिंग फोर्स के लिए क्योंकि हम मानते हैं कि सभी बल समान परिमाण के थे कि डोमेन समान रूप से स्थिर हैं मुझे एक एकल बल शिखर सिंगल फोर्स पीकsingle force peak मिलेगा यह थोड़ा अधिक बिखरा हुआ हो सकता है क्योंकि आप कई घटनाओं से आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और मानक विचलन में छोटे बदलाव हो सकते हैं लेकिन अगर ये डोमेन अलग अलग लंबाई के हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 हिस्टोग्राम होंगे जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होते हैं या ओवरलैप हो सकते हैं लेकिन चोटियां ओवरलैप नहीं होती हैं आप जानते हैं आपको प्रत्येक हिस्टोग्राम के इन माध्य मानों को लेना होगा और आपको इनमें से प्रत्येक की लंबाई निर्धारित करनी होगी आइए हम कहते हैं L 1 L 2 L 3 इसलिए L l एक सबसे छोटे डोमेन की अनफोल्डेड लंबाई है L 2 इसी तरह इंटरमीडिएट डोमेन की अनफोल्डेड लंबाई है और L 3 सबसे बड़े डोमेन की अनफोल्डेड लंबाई है अनफोल्डेड लंबाई क्या है यदि आप जानते हैं यदि आप किसी दिए गए डोमेन में अवशेषों की संख्या जानते हैं फिर आपकी अनफोल्डेड लंबाई अवशेषों की संख्या के बराबर गुणा करके होनी चाहिए इसलिए आपको अवशेषों की संख्या प्रति गुणा 038 नैनोमीटर प्रति अवशेष में देनी चाहिए इससे आप सीधे अनफोल्डेड लंबाई का पता लगा सकते हैं क्योंकि अब आप अवशेषों की संख्या जानते हैं आप इसकी गणना कर सकते हैं जो भी अनफोल्डेड लंबाई को आप प्रयोगात्मक रूप से मापते हैं या जो इस विशेष मूल्य के सबसे करीब है और फिर आप जानते हैं कि आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यह विशेष L इस डोमेन से मेल खाती है इसी तरह आगे भी तो बात यह है कि आप सबसे सरल मामलों के लिए असाइनमेंट कैसे करते हैं हम कहते हैं कि आपने उसी पेप्टाइड के पॉलीपेप्टाइड या उस तरह की चीजों को इंजीनियर किया है जहां आपके पास एक ही दोहराई जाने वाली इकाई है हालाँकि यदि आपके पास एक से अधिक डोमेन हैं तो यह दृष्टिकोण काम नहीं करेगा यदि एकाधिक डोमेन की तुलनात्मक लंबाई है तो यह दृष्टिकोण काम नहीं करेगा तो सबसे सरल दृष्टिकोण यहां तक कि दूसरे मामले के लिए काम करेगा जहां आप बल लगाते हैं यदि बल अलग हैं और लंबाई समान हैं तो अगर आप एक प्राथमिकताओं को जानते थे तो डोमेन की स्टेबिलिटी के बारे में एक पूर्व जानकारी का उपयोग चोटियों को असाइन करने के लिए किया जा सकता है लेकिन इस मामले के लिए स्पष्ट रूप से यह दृष्टिकोण काम नहीं करेगा यदि आपके पास कई डोमेन हैं जिनकी तुलनात्मक लंबाई है तो इन मामलों में क्या किया जाता है वास्तव में प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहा है जहां आप पॉली प्रोटीन जानते हैं आपके पास एक ही यूनिट और एक ही डोमेन रिपीटिंग वाला प्रोटीन है आइए हम फाइब्रोनेक्टिन के मामले को लेते हैं तो FN 3 में स्वयं 15 डोमेन हैं अब यदि आप प्रोटीन की इस लंबाई को खींचते हैं और आपके पास एक Z स्थिति है यदि आप प्रोटीन की इस लंबाई को एक चीज से खींचते हैं तो आप मानते हैं कि आपको ये कई चोटियां मिलेंगी इसी तरह आगे भी मैं सभी 15 डोमेन नहीं बना रहा हूं लेकिन आपके पास ये कई शिखर होंगे जिनमें तुलनात्मक लंबाई तुलनीय बल और इसके आगे हो सकते हैं इसलिए चोटियों को निर्दिष्ट करना असंभव है तो इस कारण से आपको क्या करना है हमें प्रोटीन का निर्माण करना है आपको प्रोटीन को इंजीनियर करना है जिसका डोमेन एक FN 3 है इस डोमेन को दोहराया जाता है और इसी तरह आगे भी तो आप इसे तैयार करते हैं आपने इन प्रोटीनों को इंजीनियर किया है इसलिए जब आप इन प्रोटीनों को इंजीनियर करते हैं जिसमें एक या कई डोमेन दोहराते हैं आइए हम एक ऐसा मामला लेते हैं अब हम कहते हैं कि आपने अपना प्रोटीन बना लिया है इसलिए अब एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपने इस पॉली प्रोटीन को बनाने के बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सर्कुलर डाइक्रोसिज़्म का उपयोग करें और अन्य तकनीकें यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोटीन फोल्ड होता है और स्थिर है यह आपको जांचना चाहिए इससे पहले कि आप किसी भी AFM को करें आपको यह जांचना चाहिए उस को चेक करने के बाद कि आपने जो प्रोटीन को इंजीनियर करके फोल्ड किया है हमें देखते हैं कि आपने एक प्रोटीन बनाया है जिसमें इस इकाई को A A A A दोहराया जा रहा है और इसके आगे भी इसलिए आमतौर पर यदि आप एक लंबी लंबाई चुनते हैं तो अधिक संभावना है कि प्रोटीन केवल 2 तरीकों से फोल्ड होगा लेकिन हम कहते हैं कि आपने AFM प्रयोग किया है और आपने कोई संकेत नहीं देखा है तो आपके पास यह स्थिति है कोई संकेत नहीं देखा गया था तो इस विशेष मामले में क्या संभावनाएं हो सकती हैं एक संभावना मुझे यहां बताने दें तो हम कहते हैं कि प्रोटीन बहुत अस्थिर है तो इसके साथ शुरू करने के लिए यह ठीक से फोल्ड नहीं है और यही कारण है कि मैंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोटीन फोल्ड और स्थिर है लेकिन अगर आपने इसे जैव रसायन उपकरण का उपयोग करके जांच की है तब आप जानते हैं कि यह मामला नहीं है लेकिन यह एक संभावना हो सकती है कि प्रोटीन बहुत अस्थिर है एक और संभावना क्या हो सकती है प्रोटीन सुपर स्थिर है और इसे अनफोल्ड करने के लिए उच्च बलों की आवश्यकता होती है यह कुछ सहज ज्ञान युक्त है मैं क्यों कह रहा हूं इसलिए अगर हम जानते हैं कि प्रोटीन स्थिर है तो हम इसका पता लगाने में सक्षम क्यों नहीं हैं कि इसका कारण इस प्रकार है तो आपके पास आपका सब्सट्रेट है और आपका प्रोटीन एंकर्ड है इसलिए जब आप प्रोटीन को खींचते हैं तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचते हैं आप इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचते हैं हम कहते हैं तो यह टिप बढ़ रही है और आप प्रोटीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ टिप केवल प्रोटीन खींचने में सक्षम हो जाएगा अगर वह बल एक डोमेन को अनफोल्ड करने के लिए आवश्यक है तो यह काम करेगा इसे मुझे यहाँ लिखने दे तो आपके पास यह स्थिति है तो प्रोटीन को केवल तभी अनफोल्ड किया जा सकता है जब आवश्यक बल टिप से प्रोटीन को अलग करने के लिए विशिष्ट डोमेन को प्रकट करने के लिए आवश्यक बलों से अधिक हो यह मापदंड है आइए हम इसे दोबारा पढ़ते हैं कि प्रोटीन को केवल तभी अनफोल्ड किया जा सकता है जब मैं कहता हूं कि प्रोटीन को अनफोल्ड किया जा सकता है मेरा मतलब है कि प्रयोग के साथ अनफोल्डिंग के चिन्ह देखे गए हैं इसलिए प्रोटीन को केवल तभी अनफोल्ड किया जा सकता है जब टिप से प्रोटीन को अलग करने के लिए बल आवश्यक हो तो यह श्रृंखला में जुड़े स्प्रिंग्स की एक प्रणाली है इसलिए यह हमेशा होता है कि सबसे कमजोर कड़ी पहले टूट जाती है क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी पहले टूट जाती है यदि किसी डोमेन को अनफोल्ड करने के लिए आवश्यक बल टिप और प्रोटीन के बीच के बल से बहुत अधिक है तो प्रोटीन फिर टिप की पहुंच प्रोटीन से अलग हो जाती है तो आपको कोई संकेत नहीं दिखाई देगा आप केवल 2 टुकड़ी चोटियों को देखेंगे यहाँ इस विशेष मामले में यही वह है जो आप देखेंगे तो यह सतह से प्रोटीन की टुकड़ी के साथ जुड़ा हुआ है और यह आधार से टिप की टुकड़ी के साथ जुड़ा हुआ है इस मामले में इसलिए यदि आपका प्रोटीन डोमेन बहुत स्थिर है तो भी आपको कोई संकेत नहीं दिखाई देगा यहां 2 संभावनाएं हैं जिन्हें हमने देखा है प्रोटीन बहुत अस्थिर है तो आप ज्यादा नहीं देखेंगे प्रोटीन बहुत स्थिर है और उच्च बलों की आवश्यकता है तब आप इसे देखेंगे एक और स्थिति है यदि अनफोल्ड बल युक्ति के रिज़ॉल्यूशन सीमा से छोटे या कम है दूसरे शब्दों में यदि आप 20 पिको न्यूटन से नीचे का समाधान नहीं कर सकते हैं तो अपने बल मापक में तो आप 20 पिको न्यूटन से नीचे कुछ भी नहीं देखते हैं यह सबसे कम हम इसे 25 पिको न्यूटन कहते हैं इसलिए आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते आपको चोटी के लिए कोई स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा जो कि 25 पिको न्यूटन से नीचे है उस स्थिति में आप फिर से वही चीज देखेंगे जिसे आपने नोटिस भी नहीं किया होगा तो यह दूसरा मामला है जहां अनफोल्डिंग फोर्स बहुत कम हैं फिर भी आपका इंस्ट्रूमेंट उन बलों का पता नहीं लगा पाएगा लेकिन फिर भी एक व्यापक क्षेत्र है जिस पर आप अभी भी काम कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अनफोल्डिंग स्पेक्ट्रा क्या हैं अब डिजाइनिंग या प्रोटीन निर्माण का पहलू आता है तो मैंने कहा कि आप यह पॉली प्रोटीन बनाएंगे अब हम कहते हैं कि आपको अपना संकेत नहीं मिला है आप जानते हैं कि 3 संभावनाएं हैं तो ये 3 संभावनाएं हैं कि आपको संकेत क्यों नहीं मिल रहा है इसलिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन सा मामला आपके प्रोटीन पर लागू होता है तो आम तौर पर इसके चारों ओर पाने के लिए क्या किया जाता है लेकिन आप जानते हैं कि आपका प्रोटीन अन्य प्रयोगों के अनुसार दृढ़ता से फोल्ड हो रहा है इसलिए आप यहां क्या करते हैं A A A A जैसे पॉली प्रोटीन होने के बजाय आप A और B के साथ एक पॉली प्रोटीन बनाते हैं 2 घटक जहां B एक घटक है जिसका अनफोल्डिंग का चिन्ह पहले स्थापित किया जा चुका है तर्क यह है कि यदि आप अपना प्रयोग कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि B में एक अनफोल्डेड चिन्ह है भले ही आपको A नहीं मिलता है तो आप जानते हैं कि आपका B सिग्नल हमेशा आपके प्रोटीन के अनफोल्डेड चिन्ह के सामने में प्रकट होना चाहिए तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि शायद A के पास बहुत कम अनफोल्डिंग बल है इसीलिए हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं या यह एक संभावना है अब अगला सवाल यह है कि हम कैसे अपने मल्टी प्रोटीन को डिज़ाइन करें हमारे पास A A A A जैसा डिज़ाइन होना चाहिए और उसके बाद B B B B या A B A B A B होना चाहिए तो शॉर्ट् में मैं A को n बार B को n बार या AB को n बार दोहराता हूं तो n परिवर्तनशीलअस्थायी हो सकता है तो आप ऐसा n चुनें जिससे कम से कम आपको पता चले कि प्रोटीन सही तरीके से फोल्ड हो रहा है तो आपका n 3 हो सकता है एक मामले में या n 4 हो सकता है एक मामले में लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह प्रोटीन ठीक से पकड़ा है इसलिए इसके साथ मैं आज के लिए यहां रुकता हूं इसलिए हमने देखा है कि प्रोटीन के फोल्डिंग चिन्ह का पता लगाने की कोशिश करने और इसे उपयुक्त डोमेन पर निर्दिष्ट करने के लिए इसे से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं अगली कक्षा में हम इसे यहाँ से जारी रखेंगे